सॉलिडवर्क्स सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है पहले की कक्षाओं में हमने सॉलिडवर्क्स के बारे में थोड़ा सीखा है अब हम सॉलिडवर्क्स से जुड़े विभिन्न विकल्पों का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए अंतिम कक्षा में हमने सीखा है कि सॉलिडवर्क्स आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद हम इस तरह की स्क्रीन के साथ समाप्त हो जाएंगे उसमें हमने पहले से ही पिछले एक की तरह कुछ का निर्माण किया है अगर मैं इसे खोलना चाहता हूं तो हम इस ओपन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं उस हिस्से पर क्लिक करें और इसे खोलें यदि हम एक नई ड्राइंग बनाने में रुचि रखते हैं तो हमें जो करना है उसका पहला भाग इस नए विकल्प पर जाता है क्लिक का अर्थ है बायाँ बटन क्लिक भाग पर क्लिक करके फिर ओके फिर यह एक खाली स्क्रीन खुलता है उस खाली स्क्रीन में हमें कई प्रकार के विकल्प मिलते हैं जैसे टास्कबार और कुछ फीचर मैनेजर और दूसरी चीजें किसी भी ड्राइंग हम एक नए के रूप में शुरू करना चाहते हैं शुरू करने के लिए अनुशंसित विमान फ्रंट प्लेन है इसलिए यह फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन और राइट प्लेन हमारे मूल द्वि आयामी स्केच नहीं हैं जब हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का निर्माण किया हो वे दृष्टिकोण अलग हैं यहाँ प्लेन अलग हैं ये प्लेन केवल व्यक्ति को चित्र बनाने में मदद करने के लिए हैं इस प्रकार के मुख्य शब्द का उपयोग किया गया है यह फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है यह केवल एक प्लेन प्रतिनिधित्व है कि क्या हम इसे एक संदर्भ समन्वय प्रणाली देने के लिए शुरू करना चाहते हैं केवल उसी उद्देश्य के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना है मुख्य रूप से या हर समय हम केवल फ्रंट प्लेन चुनते हैं फिर राइट क्लिक देते हैं यह एक सामान्य बटन की तरह कुछ खुलता है उस प्लेन से अधोलंब जिसे हमें क्लिक करना है फिर काम करने की जगह हमेशा आ रही है उस में पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि क्या मैं एक रेखा खींचना चाहता हूं मैं उसे इस तरह से रेखा खींच सकता हूं फिर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएं इसे कुछ 20 इकाइयों में समायोजित करें और इकाइयां हम हमेशा 20 एम एम की तरह सावधान रहें तो ओके पर क्लिक करें इस तरह से हमने रेखा चित्र का निर्माण किया है और हम आयतों के साथ भी गए अब स्लॉट जैसी विशेष वस्तुएं हैं जैसे आपके पास एक प्लम्बर ब्लॉक है आह शायद किसी भी यांत्रिक उपकरण जहां आप कुछ एक छिद्र प्लेट की तरह कुछ रखना चाहते हैं और अन्य चीजें जिसे हम स्लॉट कहते हैं और उन स्लॉट्स यदि मैं इसे बनाने के लिए इच्छुक हूं तो मुझे सीधे स्लॉट लेने के लिए क्या करना होगा वस्तु आकृति का उल्लेख वहां एक सीधे स्लॉट के रूप में किया गया है आप देखते हैं कि जुड़ी हुई रेखाओं के साथ कोने की तरह की चीज है उस एक को चुनें तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा बिंदु चुनें इसलिए यह केंद्र पर निर्माण करता है अब अपने माउस को हिलाये यह इस तरह की वस्तु का निर्माण करता है फिर से पहले सीधे स्लॉट पर क्लिक करें किसी भी बटन को न पकड़ें बस अपने माउस को स्वतंत्र रूप से हिलाये पहले बिंदु पर क्लिक करें फिर दूसरे बिंदु पर क्लिक करें आह स्वतंत्र रूप से अपने हाथों को हिलाये अब बस अपने माउस को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं यह किसी प्रकार की मोटाई चौड़ाई दिखाता है फिर क्लिक करें फिर यह किया जाता है इसलिए यदि आप एस्केप दबा रहे हैं तो वस्तु का निर्माण किया गया है अब आप स्मार्ट आयाम का उपयोग करना चाहते हैं यह 40 इकाइयों की तरह माना जाता है आप एमएम करना चाहेंगे ओके क्लिक करें फिर एस्केप दबाएं अब मैं उस त्रिज्या को ठीक करना चाहता हूं क्लिक करें स्मार्ट डायमेंशन फिर उसे चुनें फिर वह केंद्र दिखाता है जहां से यह त्रिज्या मौजूद है इसलिए त्रिज्या मैं 10 इकाइयों की तरह कुछ चाहता हूं फिर ओके पर क्लिक करें फिर दोनों तरफ क्योंकि यह दोनों तरफ एक सममित वस्तु है जो स्वाभाविक रूप से उस पर समायोजित हो जाती है यह वह तरीका है जिससे आप एक सीधा स्लॉट बनाते हैं हम देखेंगे कि इसके निर्माण से क्या लाभ है हम ड्राइंग लाइनों का उपयोग करके उसी तरह की चीज का उपयोग कर सकते हैं फिर आर्क ड्राइंग कर सकते हैं फिर से एक रेखा खींच सकते हैं और इसे आर्क द्वारा भी बंद कर सकते हैं सेमी सर्कल हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन सीधे स्लॉट के रूप में एक वस्तु सीधे उपलब्ध है इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं फिर एस्केप दबाये इसलिए परिमाप हमेशा हमने 40 इकाइयों और आर्क 10 इकाइयों की तरह उल्लेख किया उसी सीधे स्लॉट में अब हम केंद्र बिंदु स्ट्रेट स्लॉट जैसी चीज के साथ जा रहे हैं यह उदाहरण हम केवल इस माउस का उपयोग करने के लिए पकड़ बनाने के लिए कर रहे हैं और विभिन्न विकल्प जो सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध हैं अब केंद्र बिंदुओं को स्ट्रेट स्लॉट चुनें उस पर क्लिक करें यह एक अलग तरह का विकल्प दिखाता है जैसे पहला विकल्प दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प पहले एक केंद्र बिंदु उठाओ अब शायद मैं इसे उस तरह से भी बनाना चाहता हूं फिर अपना माउस ले जाएं हो गया इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग हम कठोर शरीर लिंक के लिए कर सकते हैं शायद चार बार यंत्ररचना इस तरह की चीजें अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ निर्माण करना चाहूंगा तब ये लिंक तरह की वस्तुएं हमेशा मददगार होती हैं जो कि कीवर्ड नाम के तहत स्ट्रेट स्लॉट में उपलब्ध होती हैं परिमाप जो हमने पहले ही सीखे हैं स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करके मैं हमेशा इसे समायोजित कर सकता हूं अब मैं एक आर्क के साथ कुछ करना चाहूंगा मैं उस तरह के लिंक मैकेनिकल लिंक का निर्माण करना चाहूंगा इसलिए मैं तीन बिंदु आर्क स्लॉट पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु चुनूंगा और मैं सिर्फ एस्केप दबाऊंगा तो आर्क के साथ भी हम निर्माण कर सकते हैं एक बार फिर से करते हैं तीन बिंदु आर्क स्लॉट चुनें जिस भी चीज़ को हम खींचने जा रहे हैं उसे यहाँ एक आइकन के रूप में दिखाया गया है उसमें एक पर क्लिक करें पहले बिंदु को कहीं क्लिक करें बाएं क्लिक दाएं क्लिक आह क्षमा करें बाएं क्लिक पर ही दूसरा एक तीसरा एक क्लिक फिर इसे हिलाये तो हर समय बाएं क्लिक बाएं क्लिक बाएं क्लिक ठीक से समायोजित करे जिससे इस तरह के लिंक बने हैं अब हम अन्य एक केंद्र बिंदु आर्क स्लॉट को देखेंगे आर्क पर फिर से हम निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें केंद्र की तरह कहीं निर्दिष्ट करना होगा पहला एक दूसरा एक तीसरा एक फिर हटो कई बार एस्केप दबाओ इसलिए इस केंद्र के संबंध में हमने एक आर्क का निर्माण किया है फिर तीसरे परिमाप की ओर बढ़ें और उस पर क्लिक की गई चौड़ाई तय करें यह वह तरीका है जिसका हम एक अलग तरह का उपयोग करते हैं अब अगर मैं एक रेखा का उपयोग करना चाहूंगा तो मैं सिर्फ एक रेखा पर क्लिक करता हूं वहां से वहां तक जोड़ता हूं अब मैं उस एक को दूसरे के साथ जोड़ना चाहता हूं फिर से मैं उस एक पर क्लिक करता हूं उस बिंदु पर क्लिक करता हूं अब मैं एक त्रिभुज की तरह जुड़ने के लिए एक और रेखा का उपयोग करना चाहूंगा फिर मैं उस एक को चुनूंगा और उस एक को क्लिक करूंगा जब भी आप लोकल स्केच मोड से उस स्केच से बाहर आना चाहेंगे आप कई बार एस्केप दबाएंगे उस स्केच से बाहर आने के लिए दो बार काफी है आप अभी भी स्केच मोड पर हैं लेकिन वह स्थानीय स्तर जहां आप ड्राइंग कर रहे हैं आप बाहर आ रहे हैं ताकि आप स्मार्ट डायमेंशन या आयत या किसी भी अन्य तरह की चीजों का उपयोग कर सकें अब मैं इस आरेखण को सहेजना नहीं चाहता तो मैं सीधे इसे चिह्नित कर सकता हूं मैं ड्राइंग को सहेजना चाहूंगा फिर स्वाभाविक रूप से मुझे फाइल सेव एज के रूप में जाना होगा अब मैंने पहले ही भाग 12d का निर्माण कर लिया है अब मैं क्या करूँगा भाग 2 अंडरस्कोर 2 डी ड्राइंग आह बस नामों के अनुरूप भी हो अनुशंसित समय का उपयोग सभी निचले मामलों के पत्रों में किया जाता है इन शब्दों में किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करना बेहतर है जो हम उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए भाग 2 स्पेस 2 डी मैं आपको सिफारिश नहीं करूंगा क्योंकि यह स्पेस याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए यदि आप कुछ जगह निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर बटन का उपयोग करना होगा ताकि पार्ट 2 और 2 डी दोनों चीजों से जुड़ जाए और यह सिफारिश की जाएगी यदि आप निचले मामले के पत्रों में सब कुछ के साथ जाते हैं तो भाग 2 अंडरस्कोर 2d सब कुछ निचले मामले पत्र में शुरू करने के लिए एक अच्छा विकल्प है तो सेव करे तो ड्राइंग किया जाता है अब मैं इसे बंद करना चाहूंगा मैं इसे हमेशा बंद कर सकता हूं अब अगर मैं फिर से खोलना चाहूंगा तो उसे खोलें पार्ट 2d है इसे खोलें क्योंकि हमने इसे उस समय सेव किया था जब हम उस स्केच मोड पर क्लिक करते हैं उससे फिर बाहर आते हुए हमें उसे सेव करना है जिससे हमें फिर से इसे सेव करना पड़ता है हमने इसे सेव नहीं किया था तो अब आपके द्वारा पूरी ड्राइंग खो गई है तो हमेशा स्केच मोड से बाहर आने की सिफारिश की जाती है फिर ड्राइंग को सेव करे और बाद में आप इसे फिर से खोल सकते हैं स्केच मोड में आपने इसे सेव किया है उसके बाद आप स्केच मोड से बाहर आए बिना सीधे चले जाते हैं और इसे सहेजते हैं यदि आप उस चिह्न में क्लिक करते हैं तो यह हाल का संस्करण लेता है जैसा कि आप पहले ही सेव कर चुके हैं जो कि है एफएल अब आप ड्राइंग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ भी सेव नहीं हुआ है तो यह सब कुछ मिटा देता है इसलिए किसी को नियमित चीजों पर चित्र बनाने से भी सावधान रहना होगा हमेशा स्केच मोड से बाहर आओ ड्राइंग को सेव करो Now I would like to begin with a new drawing So begin with a new part OK Now for any new drawing we have to go to the front plane click normally to that Now we have learned about line rectangles straight slots Now I would like to construct a circle on this 2d sheet So for that purpose what I have to do Click this button circle अब मैं एक नई ड्राइंग के साथ शुरुआत करना चाहूंगा तो एक नया हिस्सा ठीक से शुरू करें अब किसी भी नई ड्राइंग के लिए हमें सामने वाले प्लेन पर जाना होगा सामान्य रूप से उस पर क्लिक करें अब हमने लाइन आयतों स्ट्रेट स्लॉट्स के बारे में जाना है अब मैं इस 2d शीट पर एक सर्कल बनाना चाहूंगा तो इस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है इस बटन सर्कल पर क्लिक करें अब किसी भी सर्कल को खींचने के लिए आइकन कहता है कि केंद्र बिंदु जैसा कुछ आपको लेना है और त्रिज्या जैसा कुछ है तो इस उद्देश्य के लिए हम क्या करने जा रहे हैं अभी मेरे हाथ माउस को छू नहीं रहे हैं लेकिन मैंने पहले ही उस सर्कल आइकन पर क्लिक कर दिया है इसलिए अभी भीआह यह उस मॉनिटर पर बना हुआ है अब मुझे क्या करना है एक बिंदु पर बायाँ क्लिक करें इसलिए केंद्र को चुना गया है अब अपने सर्कल को किसी अन्य स्थान पर ले जाएं इसका मतलब है कि हम त्रिज्या निर्दिष्ट कर रहे हैं उस पर क्लिक करें अब हम उस सर्कल के साथ कर रहे हैं लेकिन आपका माउस यदि आप घुमा रहे हैं तो वह अभी भी सर्कल मोड में है इसका मतलब है अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहता हूं उदाहरण के लिए इस बिंदु का उपयोग करके मैं एक और निर्माण करना चाहूंगा मैं अभी भी इसका उपयोग कर सकता हूं मैं उस सर्कल मोड से बाहर आना चाहूंगा फिर दो बार एस्केप दबाऊंगा एक बार जब आप दबाते हैं तो आप उस सर्कल मोड से बाहर हो जाते हैं अब मैं इन संख्याओं को पुनः प्राप्त करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करना चाहूंगा तो एक स्मार्ट डायमेंशन चुनें उस सर्कल पर क्लिक करें फिर यह उस सर्कल के व्यास जैसा कुछ दिखता है यदि आप हमारे पहले के व्याख्यानों से याद करते हैं जब भी हम व्यास जैसी किसी चीज का उपयोग करते हैं तो चिह्न फाई चित्र में आता है और एक ही प्रतीक समान शब्दावली यहाँ सॉफ्टवेयर पर भी हम देख रहे हैं अब मैं आंतरिक रूप से व्यास देना चाहूंगा इसलिए इस उद्देश्य के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं एक चीज जो हमने अपने पहले के व्याख्यानों में सीखी है हमें इस तरह का परिमाप नहीं देना चाहिए जहां आपका तीर दूसरे सर्कल को छूने वाला है और यह अनावश्यक रूप से चित्र में अस्पष्टता पैदा करता है तो उस उद्देश्य के लिए आपको अपने माउस को सावधानीपूर्वक हिलाये ताकि उपयुक्त व्यास को आप चुन सकें और उस पर क्लिक कर सकें अब आप 75 मिलीमीटर जैसा कुछ देना चाहेंगे तो इसके लिए हम 75 मिलीमीटर ओके का उपयोग कर रहे हैं फिर एस्केप दबाएंगे तो आपका सर्कल 75 मिलीमीटर का होगा अब दूसरे सर्कल को मैं समायोजित करना चाहूंगा तो स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करें मैं आंतरिक देना नहीं चाहता क्योंकि अब आयाम के संदर्भ में अस्पष्टता है इसलिए मैं बस उससे बाहर जाना चाहूंगा इस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना है अपने माउस को उस ड्राइंग से बाहर ले जाएं किसी भी बटन पर क्लिक न करें बस अपने माउस को हिलाएं अब यदि मैं इसे बहुत लंबी लंबाई खींचता हूं तो यह केवल एक प्रकार का तीर दिखाता है यदि मैं इस दिशा में आता हूं तो यह इस तरह से व्यास दिखाता है जहां मैं हमेशा 25 इकाइयों की तरह कुछ दे सकता हूं और ओके पर क्लिक कर सकता हूं फिर एस्केप को दबाएं यह वह तरीका है जिसे हम केंद्र बेस सर्कल का उपयोग करके आयाम दे सकते हैं अब हम एक और उदाहरण देखते हैं उसी सर्कल में हमारे पास परिधि सर्कल जैसा कुछ है आइए हम उस परिधि सर्कल पर क्लिक करें और देखें कि यह क्या कर रहा है यदि आप आह बाएं हाथ की ओर देख रहे हैं तो दो चीजें हैं जैसे पहला एक केंद्र और त्रिज्या है दूसरा एक कुछ तीन बिंदु हैं जिसके चारों ओर यह सर्कल गुजर रहा है इसलिए आप तीन अलग अलग बिंदुओं को चुनते हैं जिसके चारों ओर हम एक सर्कल का निर्माण करने जा रहे हैं मैनुअल ड्राइंग में हमारे पास स्पर्शरेखा और अन्य चीजों का उपयोग करके उस तीन बिंदु सर्कल का निर्माण करने के लिए एक विशेष विधि है लेकिन यहां सॉफ्टवेयर लेंस जो विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम के चारों ओर एक सर्कल को फिट करने की कोशिश करता है इन डेटा बिंदुओं को कम करके हमने सतह मॉडलिंग के बारे में कुछ सीखा है उसी तरह हमने वक्र मॉडलिंग के बारे में भी कुछ सीखा है इसलिए क्योंकि अब हम तीन अलग अलग डेटा बिंदुओं को उठा रहे हैं यह x माइनस a को एक पूर्ण वर्ग मानने का प्रयास करता है प्लस y माइनस b पूरा वर्ग c वर्ग के बराबर होता है इसके आधार पर तीन अलग अलग बिंदुओं के लिए ए बी सी यह अनुकूलन करता है और प्रदान करता है कि उस सर्कल का केंद्र क्या होना चाहिए जहां बिल्कुल सर्कल गुजरना पड़ता है मैनुअल ड्राइंग में हम इसे खींचने के लिए एक ज्यामितीय प्रक्रिया का निर्माण करने जा रहे हैं लेकिन एक सॉफ्टवेयर स्तर जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वह है कि हमारे पास एक गणितीय कार्य है इन संपूर्ण समीकरणों को ए बी सी मानों के आधार पर कम से कम करना चाहिए यही वह तरीका है जिस तरह से जिस तरह से अधिकांश सॉफ्टवेयर काम करता है अब हम उस आंतरिक संरचना का उपयोग कर रहे हैं हालांकि हम नहीं जानते कि उस बैकएंड में क्या हो रहा है क्योंकि एक पेशेवर इंजीनियर केवल इस स्थिति में होगा कि विकल्प केवल उसे खींचने की कोशिश करें लेकिन सॉफ्टवेयर के पीछे के अंत में वह क्या करता है यह गणितीय कार्यों का उपयोग करने की कोशिश करता है वक्र को फिट करें और जानकारी प्राप्त करें फिर आप इसे जीयूआई के संदर्भ में प्राप्त करेंगे अब हम उस परिधि सर्कल को उठा रहे हैं तीन बिंदु मुझे लेने हैं इसलिए पहले बिंदु पर क्लिक करें फिर दूसरे बिंदु पर मैं यहां तीसरा बिंदु रखना चाहूंगा फिर एस्केप दबाऊंगा क्योंकि जब मैं पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु उठाता हूं तो मुझे इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता मैं यह भी नियंत्रित नहीं कर सकता कि केंद्र क्या होना चाहिए क्योंकि ये उस गणितीय ढांचे से बाहर आने वाले आउटपुट हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा करता है सीधे आपको देता है कि सर्कल का केंद्र कहां होना चाहिए और यह भी कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए अब मैं स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करके इस वस्तु को थोड़ा बड़ा या छोटा करना चाहूंगा आइए हम देखें कि इसका ख्याल है या नहीं तो मैं क्या करूंगा स्मार्ट डायमेंशन उसे उठाओ जब मैं इसे चुनता हूं तो यह तुरंत मुझे व्यास दिखाता है इसका मतलब है भले ही मैं यह कहकर तीन बिंदु सर्कल बनाने जा रहा हूं कि यह केंद्र माना जाता है यह उस वक्र को माना जाता है जो उस से गुजरना चाहिए अब अगर मैं इस पहले मोर्चे पर समायोजित करने जा रहा हूं तो यह इन परिमाप को लेने जा रहा है लेकिन आइए हम कोशिश करें कि परिमाप ध्यान रहता है या नहीं मुझे 44 इकाइयाँ नहीं चाहिए लेकिन 20 इकाइयों जैसी कोई चीज़ मैं बताना चाहूँगा फिर अगर मैं 20 इकाइयों को निर्दिष्ट करता हूं तो इसे समायोजित किया जाता है अब वे तीन बिंदु अब तीन बिंदु नहीं हैं लेकिन उसने जो किया है वह उन तीन बिंदुओं का उपयोग करके केंद्र को ठीक करने के लिए समीकरणों को अनुकूलित करता है अब किसी भी बिंदु से केंद्र के निर्माण के बाद आप एक सर्कल बनाने जा रहे हैं अब उस पर आप अतिरिक्त बाधा डालना चाहते हैं नहीं नहीं मैं इस सर्कल को नहीं चाहता हूं लेकिन एक सर्कल को 20 इकाइयों का परिमाप होना चाहिए फिर स्वाभाविक रूप से सॉफ्टवेयर करता है क्योंकि अब आप फिर से अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं इसलिए उस केंद्र को बनाए रखें मैं इस सर्कल को 20 इकाइयों 20 व्यास में समायोजित करने जा रहा हूं तो यह असंयमित हो जाता है क्या आपको याद है कि हमने मैनुअल स्तर पर उस तीन बिंदु सर्कल आह का निर्माण कैसे किया है उन बिंदुओं से हम आर्क को खींचने और सेक्टरों का निर्माण करने और अधोलंब को खींचने की कोशिश करते हैं जहां ये अधोलंब अन्तर्विभाजक कर रहे हैं फिर हम उस केंद्र का पता लगाते हैं जो ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है लेकिन गणितीय स्तर पर यह अलग तरह से काम करता है इसलिए जब भी आप सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप हमेशा यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए हाथ ड्राइंग द्वारा एक ज्यामितीय निर्माण कैसे किया जाता है और यह सॉफ़्टवेयर कैसे काम करता है यह आपको चित्रों और गणितीय कार्यों के निर्माण के दोनों ज्यामितीय तरीकों के संदर्भ में एक महक देता है जो कि निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि प्लेन ज्यामिति के बजाय समन्वय ज्यामिति पर आधारित है अब हम आर्क के केवल एक भाग का निर्माण करना चाहेंगे न कि एक पूर्ण सर्कल ताकि विकल्प भी सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध हो तो केंद्र बिंदु आर्क उठाओ पहले वाला केंद्र बिंदु आर्क तो सबसे पहले मुझे एक केंद्र बिंदु चुनना होगा कुछ स्थान पर जाना होगा आर्क पर क्लिक करना होगा जो मुझे चाहिए वहां से मैं एक आर्क का निर्माण करना चाहूंगा इसलिए मुझे इस माउस का उपयोग करने के मामले में सावधान रहना होगा जहां मैं इसे घुमाऊंगा और उस हिस्से पर क्लिक करूंगा जो उस स्तर तक आर्क का निर्माण करता है एक बार फिर से करते हैं केंद्र बिंदु आर्क पहला एक अब दूसरा जो मैंने चुना है अब मैं अपने माउस को घड़ी की विपरीत दिशा में ले जा रहा हूं फिर विकल्प पर क्लिक करें फिर इसका निर्माण करता है इसलिए जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वह उस निर्माण का प्रयास कर रहा है अब हम हमें उसी आर्क के लिए घड़ी की दिशा में जाने देंगे केंद्र बिंदु आर्क पहले बिंदु आर्क अब मैं घड़ी की दिशा में प्रस्तावित करना चाहता हूं अगर मैं घड़ी की दिशा में जा रहा हूं तो आपका जीयूआई हमेशा कहता है कि आप पहले बिंदु को चुनें लेकिन आप घड़ी की दिशा में बिंदु को समाप्त करना चाहते हैं तो यह क्या करता है यह हमेशा वामावर्तविपरीत दिशा में जाता है सर्कल को समाप्त करें तो आपको चाप तय करने के मामले में सावधान रहना होगा कि आप किस बिंदु तक जाना चाहते हैं यद्यपि आप घड़ी की दिशा में जाना चाहते हैं आपका आर्क हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में ले जा रहा है तो किया फिर एस्केप दबाओ अब मैं आर्क त्रिज्या को बदलना चाहता हूं फिर से हमारे स्मार्ट डायमेंशन वहाँ जाने के लिए अद्भुत है कि इन कई इकाइयों की तरह इसे समायोजित करें अब मैं चाहूंगा कि 10 त्रिज्या इकाइयां हमेशा एमएम में रहें हम एमएम के साथ जा रहे हैं ठीक है फिर आर्क किया जाएगा अब आइए हम एक रेखा की तरह एक संयोजन की कोशिश करें जिसे मैं खींचना चाहता हूं उस पर मैं एक आर्क का निर्माण करना चाहूंगा अब क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं मैं उससे बाहर आना चाहूंगा कि मुझे एस्केप दबाना हैएस्केप हम उस लाइन मोड से बाहर हैं अब लाइन मैं इसे कुछ 50 इकाइयों के लिए समायोजित करना चाहूंगा ठीक है अब मैं एक केंद्र आर्क बिंदु आर्क खींचना चाहूंगा जिसे मैं खींचना चाहता हूं यह केंद्र बिंदु हो सकता है मैं केंद्र चुनना चाहूंगा पहला बिंदु मैंने उठाया है मैं इसमें शामिल होना चाहूंगा फिर एस्केप दबाऊंगा इंटर दबाओ तो मैं उस आर्क का निर्माण उस पूर्ण 180 डिग्री में कर सकता हूं इसी तरह मैं कई वस्तुओं का उपयोग करना चाहूंगा जैसे कि मैं एक रेखा खींचना चाहूंगा हम कभी कभी देख सकते हैं हम इस विकल्प को भी देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री लाइन है या नहीं एस्केप मोड अब मैं उसके चारों ओर एक घेरा बनाना चाहूंगा सर्कल मैं खींचना चाहूंगा शायद उस सर्कल का केंद्र यह बिंदु है मैं बस आगे बढ़ता हूं दूसरे पर क्लिक करें हो गया इसलिए अगर मैं उपयोग करना चाहता हूं तो कोई भी अतिरिक्त सामान जो मैं निर्माण कर सकता हूं अब मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है फिर मैं हमेशा ट्रिम तत्त्व का उपयोग कर सकता हूं हम जल्द ही इन ट्रिम तत्त्व का उपयोग करने का तरीका देखेंगे अब क्योंकि यह सर्कल मेरे पास है मैंने रेखा की तरह कुछ खींचा है मैं या तो उस रेखा के नीचे वाले हिस्से को हटाना चाहता हूं या उस रेखा के शीर्ष भाग को उस उद्देश्य के लिए अगर मैं सीधे उस लाइन पर क्लिक करता हूं तो उसे हटा दें यह पूरी लाइन को हटा देता है इसके बजाय हमारे पास ट्रिम तत्त्व की तरह एक वस्तु है कैंची जैसी कोई चीज होती है उस पर क्लिक करें फिर यह आपको कई डायलॉग बॉक्स दिखाता है जैसे कि पावर ट्रिम कार्नर ट्रिम ट्रिम अवे इनसाइड ट्रिम अवे आउटसाइड ट्रिम टू क्लोज इट इस तरह के ऑप्शन हमेशा रहते हैं आपको इसका उपयोग करने का अभ्यास करना होगा इसलिए उदाहरण के लिए मुझे पावर ट्रिम लेने दें पावर ट्रिम शक्तिशाली है उस अर्थ में आप केवल विशेष लाइन पर स्वाइप करते हैं यह बस उस लाइन को तुरंत हटा देता है हम उस पावर लाइन को क्लिक करते हैं फिर उस बटन को दबाकर रखें उस लाइन के साथ खींचें यह उस लाइन को हटा देता है एक बार फिर से करते हैं मैं यहां से यहां तक एक रेखा खींचना चाहता हूं मैं जो करना चाहता हूं मैं इस लाइन के उस बाहरी हिस्से को निकालना चाहूंगा जो उस सर्कल से अधिक है उस प्रयोजन के लिए मैं ट्रिम संस्थाओं का उपयोग करने जा रहा हूं पावर ट्रिम उठाओ ध्यान से अपने बाएं बटन क्लिक होल्ड को पकड़ें और अपने माउस को उस रेखा के साथ हिलाये फिर अपना माउस बटन जारी करें एक बार जब आप कर लेंगे तो वह लाइन हटा दी जाएगी हमें अन्य लाइनों के लिए एक ही चीज का उपयोग करने दें दूसरी पंक्ति जो हम उपयोग करने जा रहे हैं अब हमारे पास यह बिंदु यह बिंदु है शायद मैं यहां वक्र के इस हिस्से को निकालना चाहूंगा उस उद्देश्य के लिए फिर से तत्त्व को ट्रिम पावर ट्रिम करें अभी मैंने कुछ भी हिलाया नहीं है अब मैं बाएं बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं उसे पकड़ो और उस रेखा पर आगे बढ़ें अब अपना माउस बटन छोड़ें एक बार जब आप कर लेते हैं तो जो भी अन्तर्विभाजक बिंदु होते हैं उस हिस्से को हटा दिया जाएगा इसी तरह पावर ट्रिम अब मैं इस निचले हिस्से को निकालना चाहूंगा इस उद्देश्य के लिए उस पंक्ति के साथ बाएं बटन पर क्लिक करें तो मेरे पास वह वस्तु है इसलिए भले ही मैं प्ररूपी ज्यामितीय चीजों का निर्माण कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ पंक्तियों को हटाना चाहूंगा मैं इस पावर बटन पावर ट्रिम बटन का उपयोग क्लिक करके उस पर उस हिस्से को हटाने के लिए क्लिक कर सकता हूं अगली कक्षाओं में हम सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध अधिक विकल्पों के बारे में जानेंगे